हम कंडेनसेट की मात्रा को लेटेन्ट हीट से कैसे संबंधित करते हैं हीट की मात्रा तो हम एक साधारण हीट बेलेन्स लिखने जा रहे हैं तो यह मेरी दीवार है वह फिल्म है तो अगर मैं यहाँ एक छोटा सा स्थान लेता हूँ ठीक है तो यहां मौजूद तरल पदार्थ की मात्रा उस हीट की मात्रा पर निर्भर करती है जो वास्तव में वेपर से दीवार के दाईं ओर ले जाया जाता है तो dq वह दर है जिस पर वेपर से दीवार तक हीट का ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो कि हीट ट्रांसपोर्ट के कुछ प्रवाह के बराबर होना चाहिए जो बी से dx में गुणा हो बी बोर्ड के बाहर प्लेट की लंबाई है और जो कि लेटेन्ट हीट के बराबर होनी चाहिए जो कि वेपोराइज़ेशन की लेटेन्ट हीट से कंडेंसेशन डिफरेन्शियल रेट को गुणा किया जाता है तो यह मुझे बताता है मुझे फ्लक्स और तरल पदार्थ के माउंट के बीच एक संबंध देता है जो सही कनडेनसिंग है तो यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ कि d mdot बटा dx qsb में hfg से भाग दिया जाता है ठीक है qs qs डबल प्राइम क्या है आप इसे कैसे ढूंढते हैं तो यह वास्तव में चिकन अंडे की समस्या नहीं है हम qs डबल प्राइम को कैसे ठीक पाते हैं तो याद रखें कि हमने कहा था कि यू और वी नेगलिजिबल हैं जिसका अर्थ है कि कनवेक्शन एफेक्ट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो अगर कनवेक्शन एफेक्ट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो हीट ट्रांसपोर्ट का प्राथमिक तरीका क्या है केवल कनडक्शन है 1 डी सिस्टम के लिए फ्लक्स क्या है यह k गुणा qs डबल प्राइम है तो याद रखें कि अब यह 1D चालन समस्या है ठीक है तो यह एकफिक्स्ड टेम्परेचर है 1D समस्या के एक छोर का टेम्परेचर Ts है और दूसरा छोर Tsat ठीक है qs केवल k liquid द्वारा दिया जाता है जो कि डेल्टा द्वारा विभाजित तरल की चालकता है 1D स्लैब की मोटाई से विभाजित करके Tsat माइनस Ts से गुणा किया जाता है जो कि हीट ट्रांसपोर्ट का फ्लक्स ठीक है तो यहाँ से जो कनडक्शन हमने इस पाठ्यक्रम की शुरुआत की ठीक है तो अब यदि आप प्लग इन करते हैं तो हमारे पास 1 बटा b है d mdot बटा dx जो kl बटा डेल्टा के बराबर होना चाहिए 1 बटा hfg गुणा Tsat माइनस Ts ठीक है तो अब हीट बैलेन्स लिखकर और यह ध्यान में रखते हुए कि यह एक 1D कनडक्शन समस्या है हमने कनडेनसेट रेट के बीच एक संबंध पाया है ठीक है mdot by b दीवार की प्रति इकाई लंबाई में कनडेनसेट की मात्रा है जो वास्तव में है इस बोर्ड के बाहर जाना ठीक है यह कुछ भी नहीं है लेकिन d gamma x by dx यानी 1 बटा b लेकिन हम प्रति इकाई लंबाई में कनडेनसेट की मात्रा के लिए एक्सप्रेशन जानते हैं तो अगर मैं इसे यहाँ स्थानापन्न करता हूँ तो वह होगा तो वह होगा rho l g rho l माइनस rho v 3mu l से dx ठीक से 3 डेल्टा वर्ग d डेल्टा में विभाजित इसलिए मैंने केवल इतना किया है कि मैंने कंडेनसेट की मात्रा के लिए एक्सप्रेशन को डिफ्रेन्शियल किया है जिसका अनुमान हमने मुमेन्टम बैलेन्स का उपयोग करके लगाया था याद रखें थोड़ी देर पहले हमने मुमेन्टम बैलेन्स से कनडेनसेट की मात्रा का अनुमान लगाया था मैं पहला अंतर लेता हूं और यह एक्सप्रेशन ठीक है तो यहाँ से तो अब मुझे d डेल्टाdx द्वारा एक एक्सप्रेशन मिला है और इसलिए जो 3 mu l mu lk lडेल्टा f g Tsat माइनस T rho l grho v माइनस rho l rho l rho l माइनस rho सो तो अब हमें बाॅन्ड्री लेयर थिकनेस के लिए एक एक्सप्रेशन मिला है तो हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम बाॅन्ड्री लेयर थिकनेस पाएंगे और यह 4k l mu l से विभाजित हो जाएगा मुझसे कोई गलती हो गई क्य ओह 3 डेल्टा वर्ग 1 डेल्टा वर्ग के ऊपर धन्यवाद मैंने यह 3 रद्द कर दिया धन्यवाद तो वह g rho l होगा rho l माइनस rho v hfg Tsat माइनस Ts को x से गुणा करके 1 बटा 4 की घात में किया जाता है तो यह डाउन लेयर थिकनेस के लिए एक्सप्रेशन है तो हमारे पास एक प्रश्न है कि हम इस समस्या के लिए बाॅन्ड परत की मोटाई के बारे में इतने चिंतित क्यों हैं हमने कभी भी किसी भी समस्या के लिए सीमा लेयर थिकनेस के बारे में चिंता नहीं की जिसे हमने सही देखा हम इतने चिंतित क्यों हैं इस समस्या के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है ठीक है लेकिन हम हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य ऊष्मा परिवहन गुणांक ज्ञात करना है हम ऊष्मा परिवहन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं अब हम सीमा परत की मोटाई जानते हैं ऊष्मा परिवहन गुणांक क्या है यह वहाँ बोर्ड पर है यह डेल्टा के ऊपर k l है ठीक है हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट की परिभाषा क्या है न्यूटन के शीतलन के नियम से हमने कहा कि हीट की शुद्ध मात्रा जो हीट के फ्लक्स को ले जाती है उस स्थान पर हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट को टेम्परेचर डिफरेंस से गुणा किया जाता है तो यह परिभाषा सही है और इसलिए क्योंकि यह एक 1D कनडक्शन समस्या है फ्लक्स k l द्वारा डेल्टा द्वारा Tsat माइनस Ts में दिया जाता है तो आप वास्तव में यहां से पढ़ सकते हैं कि हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट कुछ भी नहीं है लेकिन डेल्टा द्वारा k l है इसलिए हम बाॅन्ड्री लेयर की मोटाई को ठीक खोजने के बारे में चिंतित हैं इसलिए यदि हम जानते हैं कि बाॅन्ड्री लेयर की मोटाई हम कर रहे हैं तो हमने समस्या के लिए हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट पाया है तो हम बाॅन्ड्री लेयर की मोटाई जानते हैं इसलिए हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट के लिए एक्सप्रेशन k l से g में दिया जाता है rho l rho s rho liquid rho v को 4 k l mu l Tsat माइनस Ts से x में विभाजित करके 1 बटा 4 ठीक है तो यह एक्सप्रेशन और कुछ अन्य भाव जो हम आज देखने जा रहे हैं वह जॉन लियनहार्ड नामक इस बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के कारण है उन्होंने हीट ट्रांसपोर्ट समस्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि उनके नाम पर एक पुस्तक है तो अब हमने कहा कि दो वस्तुएं हैं एक लोकल हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट है और दूसरा ऐवरेज हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट ठीक है तो मान लीजिए कि प्लेट की लंबाई L है इसलिए हम अब तक ऐवरेज हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट खोजना चाहते हैं यह लगभग तुच्छ अभ्यास है जिसे आप जानते हैं कि सूत्र क्या है हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट में प्लग करें और आप ऐवरेज ठीक पा सकते हैं तो ऐवरेज x के 4 गुणा 3 h निकला इसके अलावा अब मैं एल के नुसेल्ट संख्या एच को एल के धन्यवाद एच को परिभाषित कर सकता हूं तो अब मैं Nusselt संख्या को परिभाषित कर सकता हूं प्लेट की लंबाई के आधार पर ऐवरेज नुसेल्ट संख्या जिसे k liquid से विभाजित किया जाता है 0943 से rho l में दिया जाता है g rho l माइनस rho v को L क्यूब से गुणा करके mu l k l Tsat माइनस Ts से विभाजित करें और पूरी चीज़ को 1 बटा 2 से विभाजित करें तो यही ऐवरेज नुसेल्ट संख्या है ठीक है अब हम फ्लैट प्लेट केस के साथ कर रहे हैं तो हम सिलेंडरों को भी देख सकते हैं मैं इस सिलिंडर के विवरण में नहीं जा रहा हूँ सिवाय इसके कि यह प्रस्तुत करता है कि नुसेल्ट संख्या का एक्सप्रेशन क्या है तो सिलेंडर एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत अधिक गणना भी की जाती है तो मान लीजिए मैं यहाँ एक सिलेंडर लेता हूँ ठीक है अब मेरे पास एक द्रव वेपर है जो वास्तव में इस सिलेंडर से बह रही है और मैं कनडेनसेट होने जा रहा हूं जो बनने जा रहा है तो मान लें कि ऊपर से नीचे की ओर बहते हुए मेरे पास एक कंडेनसेट होने वाला है और कंडेनसेट सिलेंडर के नीचे की तरफ बहने वाला है तो बहुत सामान्य अनुप्रयोग यह है कि यदि आप हीट एक्सचेंजर को देखते हैं तो हम शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर देखते हैं जब हम हीट एक्सचेंजर समस्या पर चर्चा करते हैं तो शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जिस तरह से यह दिखता है कि आपके पास एक खोल है और आपके पास एक ट्यूब है जो इसके माध्यम से जा रही है तो इसे केवल सिंगल पास कहा जाता है हम सभी के बारे में चिंता करेंगे जब हम हीट एक्सचेंजर्स पर चर्चा करेंगे तो सामान्य अनुप्रयोगों में से एक भाप है जो शेल की तरफ जाती है ठीक है तो आप कुछ तरल पदार्थ को गर्म करना चाहते हैं जो ट्यूब की तरफ जा रहा है उदाहरण के लिए एक रिएक्टर हो सकता है जो ट्यूब साइड के नीचे से जुड़ा हो आप रिएक्टर में जाने से पहले द्रव को गर्म करना चाहते हैं तो द्रव ट्यूब के माध्यम से चला जाता है और आपके पास सेच्युरेशन टेम्परेचर पर भाप हो सकती है तो आप क्या पाएंगे कि कनडेनसेट होगा जो ट्यूब की घुमावदार सतह के साथ बनेगा तो यह एक ऐसा स्थान है जहां सिलेंडर के बाहरी हिस्से में कंडेंसेशन होता है या सिलेंडर की घुमावदार सतह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो इस तरह के सहसंबंध वास्तव में आमतौर पर हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग किए जाते हैं तो सहसंबंध तो वह बाहरी सिलेंडर है और यह एक हाॅरीज़ोन्टल ट्यूब है तो ट्यूब के व्यास के आधार पर हीट ट्रांसपोट औसत हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट जो 0729 द्वारा rho l rho v से गुणा किया जाता है fg प्राइम क्यूब को k से विभाजित किया जाता है जो उस mu Tsat का k लिक्विड क्यूब माइनस Ts से d से पावर 1 बटा 4 ठीक है तो यह ट्यूब के व्यास के आधार पर औसत हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंटक है इसका एक विस्तार मान लीजिए कि मेरे पास एन ट्यूब एक साथ हैं मान लीजिए मेरे पास इस ट्यूब का कैस्केड है इसलिए याद रखें कि शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हमने देखा कि जब भाप शेल की तरफ से आती है तो ठीक है आपको पहली ट्यूब पर कंडेनसेशन होगा दूसरी ट्यूब पर भी आपको कंडेनसेशन होगा इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि यदि आपके पास कई ट्यूब हैं जो निश्चित रेखा पर रखी गई हैं तो कंडेनसेशन की दर और हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट क्या है तो अगर मेरे पास एन ट्यूब है तो हमारे पास एक ट्यूब दूसरे के नीचे 1 से N तक है इसलिए यदि हमारे पास N ट्यूब उस तरह है इसलिए उस स्थिति में हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट को 0729 तक बढ़ाया जा सकता है जिसे g गुणा rho l rho v से गुणा किया जा सकता है rho l माइनस rho v को लेटेन्ट हीट k द्रव से गुणा करके mu से Tsat माइनस Ts में विभाजित किया जाता है इसे केवल N से गुणा किया जाता है यह पता चला है कि ट्यूबों के लिए उपयुक्त हीट ट्रांसपोर्ट औसत हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट है जो वास्तव में एन ट्यूब हैं जो एक दूसरे के नीचे रखा गया है इसलिए जब हमने यह चर्चा शुरू की तो हमने कहा कि u और v बहुत छोटे राइट हैं तो प्रवाह की प्रकृति क्या होगी यदि u और v बहुत छोटे हैं छोटा वेग चलो वेग छोटा है प्रवाह की प्रकृति क्या है यह लामिना सही है तो हमने जो देखा वह लामिना की स्थिति है तो एक ही समस्या के लिए अशांत स्थिति भी हो सकती है और इसलिए रेनॉल्ड्स संख्या तो याद रखें कि प्रवाह केवल बाॅन्ड्री लेयर में है तो बाॅन्ड्री लेयर में रेनॉल्ड्स संख्या 4 mdot द्वारा mu l से b में दी गई है और इसलिए यदि यह 30 से कम है तो इसे लैमिनार माना जाता है प्रवाह को लामिना के रूप में माना जाना है और यह लगभग 1800 से अधिक है और इसे एक अशांत प्रवाह माना जाता है एक अशांत स्थिति माना जाता है और जाहिर है आप उपेक्षा नहीं कर सकते कनवेक्शन इफेक्ट को अनदेखा नहीं कर सकते कनवेक्शन को अनदेखा नहीं कर सकते हैं और इसलिए इस मामले के लिए हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है यानी 108 माइनस 52 से भाग देने के बराबर तो अशांत परिस्थितियों में हीट ट्रांसपोर्ट काॅफिशियंट के लिए यह सहसंबंध ठीक है हाँ v तरल के uf होने का वेग है एक्स घटक वेग तो हम कंडेंसेशन में अधिक नहीं जाएंगे इसलिए पाठ्यक्रम के प्रयोजनों के लिए हम इस बिंदु पर कंडेंसेशन बंद कर देंगे तो अगले लेक्चर से हम हीट एक्सचेंजर्स शुरू करेंगे हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के हीट एक्सचेंज क्या हैं हम देखेंगे कि हीट एक्सचेंजों को कैसे चिह्नित किया जाए और डिजाइन पैरामीटर क्या हैं और शेल ट्यूब हीट एक्सचेंज की परिभाषा क्या है वह सब जो आप अगले लेक्चर में देखेंगे